तो हम फॉल्ट सिमुलेशन पर चर्चा के साथ शुरू करें फॉल्ट सिमुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न चरणों में किया जाता है आप टेस्ट फ्लो कह सकते हैं इसका उपयोग टेस्ट जनरेशन के साथ संयोजन में किया जाता है इसका उपयोग टेस्ट फ्लो चक्र के दौरान और बाद में किया जा सकता है तो यह एक उपकरण की तरह है जो टेस्ट वैक्टर की गुणवत्ता को प्राप्त करने या उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है और विश्लेषण के परिणाम के आधार पर आप कुछ उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं तो आइए देखें कि फॉल्ट सिमुलेशन क्या है तो एक फाल्ट सिम्युलेटर के लिए इनपुट निश्चित रूप से एक नेटलिस्ट के रूप में दिए गए सर्किट टेस्ट वैक्टर का सेट और फाल्ट का एक सेट है इसे फाल्ट सूची कहा जाता है तो फाल्ट सिम्युलेटर की गणना क्या है यह पता लगाने की कोशिश करता है कि इस टेस्ट वेक्टरर्स द्वारा इस फाल्ट सूची से कौन से फाल्ट पाए जा रहे हैं इसलिएF में फॉल्ट्स का प्रतिशत जो T द्वारा पता लगाया जा सकता है इसके अलावा यह हमें कुछ मूल्यवान जानकारी भी दे सकता है कि अभी तक अनपेक्षित फाल्ट क्या हैं जो फाल्ट अभी भी नहीं पाए गए हैं आरेखीय रूप से तो हम इसे इस तरह दिखाते हैं हमारे पास एक फाल्ट सिम्युलेटर है इसलिए इनपुट में से एक के रूप में हम सर्किट नेटलिस्ट देते हैं दूसरे इनपुट के रूप में हम सभी फॉल्ट्स के सेट को अच्छी तरह से देते हैं यह फाल्ट का मूल सेट हो सकता है क्योंकि जो कुछ भी फाल्ट से गिरता है और तीसरे में हमारे पास टेस्ट वैक्टर का एक सेट होता है इसलिए आपको आउटपुट पर जो मिलता है वह फाल्ट कवरेज के संबंध में कुछ प्रकार के आंकड़े हैंकी किन फॉल्ट्स का पता लगाया जाता है और वे कौन से फाल्ट हैं जिनका पता नहीं लगाया जा रहा है इत्यादि इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए फाल्ट सिम्युलेटर उपकरण का उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ मैंने कुछ टेस्ट ग्रेडिंग चिंताओं को दिखाया है जो टेस्ट वैक्टर के दिए गए सेट की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं जैसे मान लें कि टेस्ट वैक्टर उत्पन्न करने के कुछ वैकल्पिक तरीके हैं मैं एक ही सर्किट के लिए टेस्ट वैक्टर उत्पन्न करने के लिए 2 वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करता हूं हम इसे T1 और T2 कहते हैं अब मैं एक एक्सेस की तुलना करना चाहता हूं जो बेहतर है या नहीं आमतौर पर मैं इन उद्देश्यों के लिए एक फाल्ट सिम्युलेटर का उपयोग करता हूं मैं अपने सर्किट और फॉल्ट्स की सूची इस सेट T1 के साथ चलाता हूं मैं फिर से T2 के साथ चलता हूं और मैं फॉल्ट कवरेज की तुलना करता हूं मैं देखता हूं कि कौन अच्छा है दूसरा उपयोग टेस्ट जनरेशन की प्रक्रिया में है यहाँ हम एक टेस्ट वेक्टर Ti उत्पन्न करते हैं ताकि एक फाल्ट Fi का पता लगाया जा सके अब यहाँ जहाँ फॉल्ट सिमुलेशन का उपयोग किया जाता है इसलिए जैसा कि हम एक नया टेस्ट वेक्टर Ti उत्पन्न कर रहे हैं हम तुरंत यह पता लगाने के लिए कि क्या अन्य सभी फॉल्ट्स का भी इसी टेस्ट वेक्टर द्वारा पता लगाया जा रहा हैफॉल्ट सिमुलेशन का अनुकरण करते हैं अब देखिए यहां आपको इस बात का थोड़ा आभास हो सकता है कि आप टेस्ट जनरेशन के साथ साथ फॉल्ट सिमुलेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं मैं इस टेस्ट जनरेशन को फिर से बना सकता हूं अब बात यह है कि टेस्ट जनरेशन की तुलना में फाल्ट सिमुलेशन की जटिलता बहुत कम है फाल्ट सिमुलेशन की तुलना में टेस्ट जनरेशन में अधिक समय लगता है इसलिए हम टेस्ट जनरेशन एल्गोरिथम या टूल को चलाने के लिए कितनी बार कम करना चाहते हैं मान लीजिए कि मेरे पास 100 फाल्ट हैं क्या मुझे इन फॉल्ट्स के लिए टेस्ट उत्पन्न करने के लिए टेस्ट जनरेशन उपकरण 100 बार चलाना चाहिए या मैंने पहली फाल्ट के लिए टेस्ट उत्पन्न किया मैं तुरंत फाल्ट सिमुलेशन चलाता हूं जो मुझे पता है कि बहुत तेज है और फाल्ट सिम्युलेटर मुझे बताता है कि यह टेस्ट वेक्टर 5 अन्य फॉल्ट्स का भी पता लगाता है तो मैं उन 5 फॉल्ट्स को फाल्ट सूची से हटाता हूं तो 100 फॉल्ट्स की मेरी प्रारंभिक सूची प्रक्रिया के दौरान जल्दी से कम हो जाती है और मेरा समग्र समय बहुत कम हो जाता है फाल्ट डायग्नोसिस कभी कभी हम फॉल्ट्स का सिमुलेशन करके फाल्ट के स्थान की पहचान करने की कोशिश करते हैं और निश्चित रूप से टेस्ट क्षमता के लिए डिजाइन में दृष्टिकोण का मतलब है जहां हम कुछ बिंदुओं की पहचान कर सकते हैं जहां टेस्ट क्षमता में सुधार के लिए कुछ अतिरिक्त नियंत्रणीयता और अवलोकन क्षमता प्रदान की जा सकती है यह सिमुलेशन के माध्यम से फिर से किया जाना चाहिए अब देखते हैं कि फॉल्ट्स को सिमुलेट कैसे करें हम नैव अप्रोच के साथ शुरू करते हैं यहाँ हम कह रहे हैं कि हम बार बार एक सरल लॉजिक सिमुलेशन टूल का उपयोग कर रहे हैं लॉजिक सिमुलेशन टूल क्या है लॉजिक सिमुलेशन टूल सॉफ्टवेयर है जो इनपुट के रूप में सर्किट नेटलिस्ट लेता है और आउटपुट के रूप में हमारा टेस्ट वेक्टर है यह तर्ज पर लॉजिक वैल्यूज की गणना करेगा तो यह फाल्ट के साथ चिंता नहीं करता है बस लॉजिक देखता है यही कारण है कि इसे लॉजिक सिमुलेशन कहा जाता है तोमान लेते हैं कि हमारे पास 1 फाल्ट की सूची है जिसमें m संख्या में फॉल्ट्स F1 F2 से Fm तक हैं हम क्या करते हैं हम सर्किट के फाल्ट मुक्त संस्करण को सिमुलेट करते हैं आइए इसे कैपिटल N कहते हैं और इस फाल्ट की उपस्थिति में फौल्टी संस्करण हम इन्हें N 1 N 2 से Nm को टेस्ट वेक्टर के दिए गए सेट के संबंध में कहते हैं आइए हम बताते हैं N टेस्ट वैक्टर हैं इसलिए किसी भी फाल्ट के साथ किसी भी टेस्ट वेक्टर के लिए यदि आउटपुट में कोई बेमेल है तो यह इंगित करेगा कि फाल्ट का पता चला है इसलिए अभी तक हम यहाँ हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं हम एक समय में हम सर्किट में एक फाल्ट डाल रहे हैं तब हम ट्रू वैल्यू सिमुलेशन कर रहे थे तो मेरा मतलब कुछ इस तरह है मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक सरल सर्किट है अब मैं लाइन में 0 फॉल्ट पर एक स्टक को पेश करना चाहता हूं मैं क्या करूं मैं एक छोटा सर्किट संशोधन करता हूं मैं यहां एक कांस्टेंट लॉजिक वैल्यू लागू करता हूं और फिर मैं सिमलेट करता हूं यह मेरा सर्किट संशोधन है तो यह लाइन किसी भी तरह से नहीं चल रही है और यहाँ मैं 0 पर स्टक के प्रभाव को सिमुलेटर करने के लिए कांस्टेंट 0 लगा रहा हूँ इसलिए ऐसा करने के बाद मैं एक सामान्य ट्रू वैल्यू सिमुलेशन का उपयोग कर सकता हूं मैं एक लॉजिक वैल्यू लागू करता हूं और देखता हूं कि मेरे आउटपुट मान क्या सही हैं इसलिए प्रत्येक टेस्ट वेक्टर के लिए मुझे m फॉल्ट्स के लिए सिमुलेट करना होगा और एक बार फाल्ट मुक्त संस्करण के लिए और N टेस्ट वेक्टर हैं तो n को m1 से गुणा किया जाता है लॉजिक सिमुलेशन एल्गोरिदम के इतने सारे रन तो यह m द्वारा गुणा n के क्रम का है टेस्ट वैक्टर की संख्या में फॉल्ट्स की संख्या से गुणा किया जाता है जो बहुत बड़ा है अब विभिन्न फाल्ट सिमुलेशन एल्गोरिदम को वर्गीकृत किया जा सकता है पहले वाला एक नैव अप्रोच जिसे हमने अभी देखा है बाकी सभी कुछ तेज संस्करण हैं इसलिए हम देखेंगे कि वे कैसे काम करते हैं इसलिए सीरियल फॉल्ट सिमुलेशन हम पहले ही देख चुके हैं कि यह नैव अप्रोच है इसलिए हमने देखा है कि इसके लिए लॉजिक सिमुलेशन एल्गोरिदम के इतने सारे रन की आवश्यकता होती है जहाँ n टेस्ट वैक्टर की संख्या है और m फॉल्ट्स की संख्या है तो वे फौल्टी सर्किट की संख्या m और एक फौल्टी और एक फाल्ट मुक्त सर्किट होंगे इसलिए कई सिमुलेशन हमें हर टेस्ट वेक्टर के लिए करना होंगे इसलिए मूल चरणों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे कि हम पहले सभी टेस्ट वैक्टरों के लिए फाल्ट मुक्त सर्किट को सिमुलेट करते हैं और एक फ़ाइल में प्रतिक्रियाओं को बचाते हैं फिर एक बार जब हम एक फाल्ट को इंजेक्ट करते हैं तो हम सर्किट नेटलिस्ट को उसी तरह से संशोधित करते हैं जिस तरह से मुझे चाहिए मैंने आपको बस यह दिखाया कि हम आपके सर्किट नेटलिस्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि फाल्ट के प्रभाव को शामिल किया जा सके तो आप इस संशोधित सिमुलेट करें प्रत्येक वेक्टर के लिए नेटलिस्ट और आप उन प्रतिक्रियाओं के साथ तुलना करते हैं जिन्हें आपने जांचने के लिए सहेजा है कि फाल्ट का पता लगाया जा रहा है या नहीं इसलिए यदि आप देखते हैं कि फाल्ट का पता चल रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि फाल्ट का पता चला है और आप शेष वैक्टरों के सिमुलेशन को निलंबित कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इनका पहले से ही पता चल चुका है आपको शेष वैक्टरों के साथ सिमुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है तो वास्तव में कुल समय n इन टू m 1 से कम होगा यह अधिकतम है इसलिए जैसे ही आप पाते हैं कि एक फाल्ट का पता चल रहा है आपको शेष वैक्टरों को सिमुलेट करने की आवश्यकता नहीं है हम अगले फाल्ट पर आगे बढ़ते हैं तो लाभ के रूप में यह बहुत आसान है दूसरा आपको इसके लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है बस एक लॉजिक सिमुलेशन उपकरण पर्याप्त है कमी यह है कि समय जटिलता m इन टू n के क्रम जी है जो बहुत अधिक है और यह भी आप इसे इवेंट संचालित मोड में उपयोग नहीं कर सकते हम ईवेंट संचालित मोड जिसे आप याद करते हैं सिमुलेशन की एक विधि है जहां मैं पूरे सर्किट का सिमुलेशन नहीं करता हूं मैं केवल सर्किट के उस हिस्से का सिमुलेशन करता हूं जहां कुछ बदलाव हो रहे हैं इसलिए अनावश्यक मैं पूरे का सिमुलेशन नहीं करूंगा लेकिन सीरियल विधि का यह तरीका दुर्भाग्य से ईवेंट संचालित मोड में उपयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए आइए अब हम सुधारों के साथ आते हैं पहली विधि को समानांतर फाल्ट सिमुलेशन parallel fault simulation कहा जाता है तो यहां मुख्य प्रेरणा यह है कि एक शब्द की गणना करें जिसमें कई बिट्स होते हैं आमतौर पर 32 या 64 कुछ आधुनिक मशीनों में भी होते हैं इसलिए यहां हम डेटा के बहु बिट प्रतिनिधित्व का लाभ उठाते हैं और यह भी जानते हैं कि हमारे पास और इस तरह का लॉजिकल ऑपरेशन है जो C लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन सेट में उपलब्ध हैं और हमारे पास लॉजिकल और एम्परसेंड लॉजिकल OR बार OR NOT है इस तरह के संचालन आप पूरे शब्द पर कर सकते हैं जैसे C में कहें अगर मैंa इक्वल टू b एंड c लिखूं तो हम कहें इसलिए b को हम 32 बिट शब्द कहेंगे c एक 32 बिट शब्द है इसलिए जो किया जाता है वह बिट और बिट द्वारा होता है और आपको मिलता है परिणाम A यह A है अब बात यह है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन में आप वास्तव में 32 AND ऑपरेशन कर रहे हैं 32 बिट्स हैं यह AND 32 बिट्स में से प्रत्येक के लिए बिट वाइस किया जाता है तो यहाँ एक परलेलिस्म है यह इस पद्धति में एक्सप्लोइटेड है तो हम क्या करें यहां सिमुलेशन के हर पास में हम फाल्ट मुक्त सर्किट के साथ साथ फौल्टी संस्करण के डब्ल्यू माइनस 1 का सिमुलेशन करते हैं मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि मेरे कंप्यूटर शब्द में मेरे पास W बिट्स हैं मैंने बिट में से एक को आरक्षित किया है आइए हम फाल्ट मुक्त सर्किट के लिए पहला बिट कहते हैं और शेष W माइनस 1 बिट को मैं फॉल्ट्स की उपस्थिति में फौल्टी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षित करता हूं इसलिए एक बार में मैं W माइनस 1 फाल्ट के लिए व्यवहार का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं इसलिए यदि अधिक संख्या में फाल्ट हैं तो मुझे इसे कई बार दोहराना होगा तो यह हम 1 पास में करते हैं अगर कुल q फाल्ट हैं तो किसी भी एक पास पर मैं W माइनस 1 फाल्ट के साथ सिमुलेट कर सकता हूं इसलिए मुझे q डिवाइड बाय W माइनस 1 सीलिंग पासेस की आवश्यकता है और यहां जैसा कि मैंने इस डब्ल्यू माइनस 1 बिट्स में कहा है जहां हार्ड बिट्स में फॉल्ट्स को कोड करना है यही कारण है कि हम फाल्ट ड्रॉपिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम उस तरह से एक फाल्ट को दूर नहीं कर सकते तो यहां भी हमें सभी फॉल्ट्स के साथ सिमुलेट करना होगा आइए हम एक उदाहरण की मदद से देखते हैं लेकिन देखते हैं कि हम कैसे फाल्ट डालते हैं ऐसे कई तरीके हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं इसलिए यहां हम एक तरीके के बारे में बता रहे हैं तो हम एक विशेष गेट के साथ उदाहरण देते हैं आइए हम कहते हैं कि मेरे सर्किट में एक गेट है जिसकी आउटपुट लाइन मैं इसे एक Cl कहता हूं यहां आप जो कह रहे हैं वह यह है कि हर लाइन के साथ हम 2 वैक्टर Mz और Mo को जोड़ते हैं इनका उपयोग फाल्ट के प्रभाव को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है और बस एक चीज याद रखें इसलिए जब भी हम वैक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास इस तरह का एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का कोई विशेष बिट फाल्ट Fi के प्रभाव को इंगित करेगा तो फाल्ट Fi होती है उस पर वैल्यू लॉजिक वैल्यू इस लाइन पर क्या होगा इसी तरह अन्य बिट्स कुछ अन्य फॉल्ट्स के प्रभाव को इंगित करेंगे बस इसे याद रखें तो यहां हम बता रहे हैं कि इन बिट्स को कैसे असाइन किया जाता है इसलिए हम जो कह रहे हैं कि नियम कुछ इस तरह है मान लें कि यह एक ANDगेट है इसलिए मेरे पास मेरी 2 इनपुट लाइनों के अनुरूप वैक्टर हैं मैं पहले उन 2 वैक्टरों की गणना करता हूं जिन्हें हम Z कहते हैं Z Cl पर गणना किए गए लॉजिक वैल्यू को दिखाता है अब मैं Z की गणना करने के बाद मैं यहाँ फॉल्ट्स के प्रभाव को सम्मिलित करने के लिए बिट्स में सुधार या संशोधन करता हूँ मैं क्या करूं मैं और Z को Mz के साथ AND करता हूं फिर Mo के साथ OR करता हूं और यह मेरी संशोधित लॉजिक एक्सप्रेशन या आउटपुट l पर शब्द है आइए देखें कि यह MZ और Mo बिट्स कैसे असाइन किया गया है यह यहां बताया गया है तो हम ith बिट की बात कर रहे हैं तो ith बिट फाल्ट Fi के अनुरूप सिम्युलेटेड वैल्यू को इंगित करता है तो अगर यह फाल्ट मुक्त संस्करण है इसका मतलब है मैं पहले बिट के बारे में बात कर रहा हूं फिर मैंने कहा कि MZ से 1 Mo से 0 में बिट को देखते हैं कि क्या होता है इसलिए यदि मैं किसी को 1 के साथ AND करता हूं तो यह वही रहता है यदि मैं उसको 0 के साथ OR करने पर जो होता है तो मैं कोई बदलाव नहीं करता Z Z रहता है यह फाल्ट मुक्त संस्करण के लिए है इसी तरह अगर फाल्ट इस गेट में नहीं बल्कि कहीं और होती है जिसमें Cl में फाल्ट लोकेट नहीं होती है तो मैं भी कोई बदलाव नहीं करता हूं MZ 1 Mo 0 है इसलिए यहां हम केवल तभी परिवर्तन करते हैं जब या तो 0 पर स्टक जाता है या Cl पर 1 फाल्ट पर स्टक जाता है इसलिए यदि Cl पर 0 फॉल्ट पर स्टक है तो हम संबंधित बिट्स MZ Mo दोनों को 0 0 बनाते हैं क्यों यदि मैं यह Z ऐंपरसेंड 0 करता हूं तो यह 0 या 0 हो जाता है यह 0 हो जाता है इसलिए जबरन मैं उस बिट को 0 बना रहा हूं स्टक 0पर सिमुलेट करने के लिए इसी तरह 1 पर स्टक पर सिमुलेट करने के लिए मैं दोनों को 1 1 बनाता हूं Cl है कि MZ है 1 1 मतलब यहाँ यह MZ 0 भी हो सकता है 0 1 या 1 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मान लीजिए कि यह 1 1 है इसलिए मैं Z को 1 के साथ AND करता हूं यह Z हो जाता है मैं 1 के साथ OR करता हूं इसलिए यह जबरन 1 बन रहा है एक और OR 1 के साथ 1 है इसलिए मैं 1 पर स्टक सिमुलेट कर रहा हूं इसलिए अगर यह ith बिट इस विशेष लाइन पर 0 या 1 फाल्ट पर स्टक है तो केवल तब ही हम इसी तरह बिट्स को बदलते सकते हैं अन्यथा हमने बिट्स को 1 0 और 1 0 कहा है एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हमारे पास 3 गेट हैं AND गेट NOR गेट और एक OR गेट से मिलकर एक सरल उदाहरण है उदाहरण के लिए यदि मान लें कि मेरे शब्द का आकार 5 है तो पहला बिट फाल्ट मुक्त इंगित करता है अगले 4 बिट इन फॉल्ट्स को इंगित करते हैं मान लीजिए कि हम इन 4 फॉल्ट्स को सिमुलेट करना चाहते हैं C 0 पर स्टक हुआ हैf 0 पर स्टक है e 0 पर स्टक है e 1 पर स्टक है इसलिए सर्किट में बहुत सारी लाइनें हैं a b c d e f और g इस तालिका में हम संबंधित MZ और Mo मान दिखा रहे हैं जिन्हें हम सिमुलेशन की शुरुआत में फिक्स करते हैं हम देखते हैं कि a के लिए लाइन a में कोई फॉल्ट नहीं है तो आप सभी बिट्स के लिए यह देखें कि यह 1 0 1 0 1 0 या 1 0 1 0 1 0 है इसलिए MZ सभी 1 है Mo सभी 0 है इसी तरह b इस सूची में कोई फाल्ट नहीं है तो b भी ऐसा ही है जैसे कि 1 0 1 0 सभी 1 सभी 0 लेकिन जब आप c पर आते हैं तो आप देखते हैं कि दूसरा बिट 0 पर स्टक सी फाल्ट को सिमुलेट करता है तो आप दूसरे बिट के लिए देखते हैं हमने यह यह 0 और 0 बनाया है लेकिन बाकी 1 0 1 0 0 1 1 0 हैं फिर से कोई फाल्ट नहीं है इसलिए d सभी 1 0 है e e में दोनों फाल्ट हैं अंतिम 2 बिट्स यह e 0 पर स्टक हुआ है यह e 1 पर स्टक हुआ है इसलिए आप e को इस अंतिम के लिए देखते हैं लेकिन 1 बिट हमने 0 और 0 को रखा और सिमुलेट करने के लिए 0 पर स्टक किया है और अंतिम बिट 1 और 1 1 पर स्टक ने के लिए सिमुलेट करते हैं चलिए 1 0 1 0 0 0 शुरू करते हैं f में मध्य बिट 1 पर स्टक है तो आप देखते हैं कि मध्य बिट 1 और 1 है g कोई फाल्ट नहीं सभी 1 0 है तो हम इन वैक्टरों को प्राथमिकता देते हैं तो मान लें कि हम a 1 b 1 के साथ सिमुलेट करना चाहते हैं इसलिए हम a वेक्टर से शुरू करते हैं जहां a सभी मामलों के लिए 1 है b भी सभी मामलों के लिए 1 है तो यह फाल्ट मुक्त सर्किट के लिए 1 है दोषपूर्ण सर्किट के लिए भी हम एक ही इनपुट a 1 लागू कर रहे हैं सभी 1 b सभी 1 है अब आप उत्तरोत्तर c के लिए सिमुलेशन करते हैं यह एक फैनआउट कनेक्शन है d के लिए यह यहाँ शुरू होगा और यहाँ d में आप क्या करते हैं आप बस समीकरण AND MZ OR Mo याद करें तो यह 1 1 जो आ रहा है AND MZ सभी 1 समान है OR Mo सभी 0 समान है इसलिए यह नहीं बदलता है यह सब एक ही रहता है आइए c पर आते हैं यह भी फैनआउट शाखा है कि वही 1 1 1 1 1 Z होगा यहाँ Z AND यह तो यह बिट 0 या हो जाता है इसलिए यह दूसरा बिट 0 बन जाता है अब जब आप AND लेते हैं और आप बिट बाय बिट AND इस 2 वैक्टर के 1 1 1 1 1 और 1 0 1 11 करते हैं तो यह 1 0 1 1 1 हो जाता है जो कि Z है तो आप e के साथ करेक्शन करते हैं और इसके साथ ही यह बिट भी 0 या इसके साथ हो जाता है यह बिट 1 हो जाता है पहले से ही 1 है तो अब e 1 0 1 0 1 0 1 हो जाता है इसी तरह एक NOT गेट है 1 1 1 1 1 जोकि 0 0 0 0 0 0 बन जाता है तब फाल्ट के प्रभाव को इंजेक्ट करें AND इसके साथ और OR इसके साथ यह मध्य बिट 1 हो जाता है मध्य बिट अंत में 1 हो जाता है या यह और g में कोई फाल्ट नहीं यह यह बन जाता है इसलिए इस प्रक्रिया में जब आप अंत में इस शब्द को आउटपुट में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी फाल्ट मुक्त आउटपुट 1 है आप जांचते हैं कि आप 0 बिट्स कहाँ हैं आप देख रहे हैं कि 2 शून्य हैं जिसका अर्थ है कि यह c 0 पर स्टक है यह 0 0 पर स्टक हुआ e से मेल खाता है जिसका अर्थ है कि c 0 पर स्टक है और e 0 पर स्टक है यह इस वेक्टर द्वारा पता लगाया जा रहा है और यह सभी 4 फाल्ट हमने पैरेलल में एक साथ सिम्युलेट किए हैं इस 1 पास में तो आप देखते हैं कि क्या यह एक 32 बिट शब्द है आप एक साथ 31 फॉल्ट्स का सिम्युलेट कर सकते हैं यह एक फायदा है लेकिन ओवरहेड यह है कि आपको इस MZ और Mo का उपयोग करना होगा और प्रत्येक गेट का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य रूप से आपको केवल ANDएक AND गेट की आवश्यकता होगी लेकिन यहां मूल्यांकन के बाद भी आपको एक अतिरिक्त AND और इस सुधार के लिए एक अतिरिक्त OR ऑपरेशन की आवश्यकता होती है यह ओवरहेड है इसलिए MZ और Mo का उपयोग करके हर लाइन पर 2 अतिरिक्त ऑपरेशन तो यह विधि स्पष्ट रूप से सीरियल फॉल्ट सिमुलेशन से तेज है लेकिन नुकसान यह है कि यह केवल कॉम्बिनेशनल सर्किट पर लागू होता है और यह इवेंट संचालित मोड का उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि आप विभिन्न फॉल्ट्स को अलग अलग बिट्स में इंजेक्ट कर रहे हैं आप इस तरह की घटनाओं की पहचान नहीं कर सकते हैं कि मुझे इस हिस्से को सिमुलेट नहीं करना है लेकिन सभी फॉल्ट्स के लिए सिमुलेट करना है अब ये वही विधियां हैं यदि आप थोड़ा संशोधित कर सकते हैं तो आपको तीसरा दृष्टिकोण मिलेगा आइए हम देखने की कोशिश करते हैं पैरेलल फाल्ट सिमुलेशन में हम क्या कर रहे थे हम एक समय में एक टेस्ट वेक्टर के साथ कई फॉल्ट्स को सिम्युलेट कर रहे थे तो सभी लाइनों में MZ Mo होने से एक साथ कई फॉल्ट्स का सिम्युलेट कैसे किया गया तो कठिनाई या ड्रॉबैक क्या था और हर पंक्ति की संगणना के लिए हमें एक अतिरिक्त AND एक अतिरिक्त OR ऑपरेशन की आवश्यकता होती है जो सिमुलेशन प्रसंस्करण के दौरान होती है लेकिन मान लीजिए कि हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं तो दूसरा तरीका क्या है हम एक समय में एक फाल्ट को इंजेक्ट करते हैं एक बार में एक फाल्ट का मतलब है कि हम नेटलिस्ट को उसी तरह संशोधित कर सकते हैं जैसे हमने पहले उल्लेख किया था और हम पैरेलल सिमुलेशन करते हैं लेकिन अब अलग अलग बिट्स अलग अलग टेस्ट वैक्टर को इंगित करेंगे ना की अलग अलग फाल्ट हम अलग अलग टेस्ट वैक्टर के साथ मिलकर सिमुलेशन कर रहे हैं तो फायदा क्या है अब हम उन MZ और Mo के साथ काम कर रहे हैं हमारे पास कोई MZ Mo नहीं है जहां एक बार में 1 फाल्ट को इंजेक्त करने का मतलब है कि हम वास्तव में सर्किट नेटलिस्ट को संशोधित कर रहे हैं हम अलग अलग वैक्टर के साथ बिट्स पैक कर रहे हैं और आप उन्हें एक साथ सिम्युलेट कर रहे हैं परिणाम यह है कि यह पहले की विधि पैरेलल फाल्ट सिमुलेशन की तुलना में तेजी से चलेगा क्योंकि हमें MZ और Mo वेक्टर्स को स्टोर और प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि पैरेलल में सर्किट के फौल्टी सेट को सिम्युलेट करने के बजाय हम पैरेलल में टेस्ट वैक्टर के एक सेट को सिम्युलेट करते हैं इसलिए यदि हमारे फाल्ट सूची में q फाल्ट हैं तो एक बार में आप 1 फाल्ट को सिम्युलेट कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपको फाल्ट मुक्त सिमुलेशन के लिए q प्लस 1 1 की आवश्यकता है और इस q फॉल्ट्स के लिए q और आप प्रत्येक टेस्ट वैक्टर के साथ सिम्युलेट कर रहे हैं जैसे कि आप टेस्ट वैक्टर के साथ सिम्युलेट कर रहे हैं मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मान लीजिए कि मेरे पास 4 बिट सर्किट हैं इनपुट सर्किट के लिए हम टी 1 टी 2 टी 3 टी 4 कहते हैं मान लें कि इनपुट A B C D हैं सर्किट इनपुटA B C D हैं मान लीजिए कि टेस्ट वैक्टर निम्नानुसार हैं जैसे T1 0 1 0 1 है T2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 है तो अब जब हम शब्द पैक करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस मामले में एक 4 बिट शब्द है पहला बिट T1 को इंगित करेगा दूसरा बिट T2 को इंगित करेगा तीसरा बिट T3 को इंगित करेगा 4 बिट T4 को इंगित करेगा तो A झूठ बोलने के लिए 1 शब्द होगा झूठ बोलने वाले B के लिए 1 शब्द और इसी तरह तो झूठ बोलने के लिए शब्द 0 0 1 1 0 होगा इसी तरह लाइन B के लिए शब्द 1 1 0 0 होगा इसलिए मेरे सर्किट में अगर मेरे पास एक परिदृश्य है जहां a है तो हम कहें AND गेट जो A और B चला रहा है मैं सीधे इन 2 क AND बिना किसी सुधारात्मक कदम के ले सकता हूं बस बिट बाय बिट और यह 0 1 0 0 हो जाता है इसलिए आउटपुट वेक्टर 0 1 0 और 0 होगा यह बहुत तेज होगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए यह स्पष्ट रूप से पैरेलल लॉजिक सिमुलेशन से तेज है क्योंकि फाल्ट पक्ष को छोड़कर अन्य भागों में हमने कोई बदलाव नहीं किया है इस तरह से आप इस विशेष व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम एक युग्म को देख रहे हैं आपको बहुत दिलचस्प लग सकता हैं और आप फाल्ट सिमुलेशन के लिए और अधिक शक्तिशाली तकनीक कह सकते हैं जहां सभी फाल्ट एक साथ सिम्युलेटेड हैं एक बहुत अच्छी तरह से परिभाषित तकनीक है जिसे हम वहां प्रस्तुत करेंगे जहां फाल्ट सभी एक साथ हैं और दूसरी चीज यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा हम सर्किट के उन हिस्सों पर प्रक्रिया नहीं करेंगे जहां कोई बदलाव नहीं होगा प्रक्रिया और भी तेज इसलिए हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे